फिर से आपका स्वागत है मानव संसाधन प्रबंधन की कक्षा में मेरा नाम आराधना मलिक है और मैं आपकी इस पाठ्यक्रम के साथ मदद करूंगी तो जैसा कि समय कम कर दिया गया है हम आगे बढ़ते हैं हम वेतन संरचनाओं के बारे में बात कर रहे थे चलिए आज वेतन और इनाम प्रणाली के बारे में चर्चा करते हैं मैं दोहराने में कोई भी समय खर्च नहीं करूंगी यह सारे स्रोत हैं जिनका उपयोग मैंने व्याख्यान देने के लिए किया है इस व्याख्यान के लिए विशेषकर कास्कीओ कास्कीओ की पुस्तक और गोमेंज मेजिया और बेल्किन की पुस्तक हमने थोड़ी बहुत विश्वास अंतराल के बारे में बात की थी और क्यों कर्मचारी अपने संगठन या नियोक्ता पर विश्वास नहीं करते यह अंतर वहां पर क्यों हैं कर्मचारियों को ऐसा क्यों महसूस होता है कि उनके साथ निष्पक्ष व्यवहार नहीं किया जा रहा शीर्ष प्रबंधन मध्य प्रबंधन और सामने काम करने वाले कर्मचारियों के बीच प्रोत्साहन राशि में असमानता हो सकती है लोग उनके साथ व्यवहार किए जाने वाले तरीके से सहज नहीं हो सकते और वेतन बहुत ज्यादा हो सकता है शीर्ष प्रबंधन को हो सकता है बहुत ज्यादा वेतन मिलता है और मध्य प्रबंधन को उतना ज्यादा नहीं मिलता तो इसलिए लोग संगठन पर विश्वास नहीं कर सकते शीर्ष प्रबंधन की क्षमताओं पर हिलता हुआ विश्वास लोग अपने वरिष्ठ में इतना विश्वास नहीं कर सकते तो यह एक कारण हो सकता है कुछ चुनौतियां जो कि विश्वास अंतराल के कारण आती हैं हम अपने वरिष्ठ पर क्यों विश्वास नहीं करते और यह कैसे हमारे काम पर असर डालता है हमें लगता है हम से मतलब कर्मचारियों से है कि हमारे साथ व्यवहार किया जा रहा है कर्मचारी ऐसा महसूस कर सकते हैं कि उनके साथ अनुचित व्यवहार किया जा रहा है और वह अपने कुछ कारण ला सकते हैं जो कि सही हो सकते हैं या नहीं हो सकते विश्वास अंतराल के कर्मचारियों की प्रतिबद्धता की कमी के रूप में अनुमानित परिणाम हो सकते हैं और इस विश्वास अंतराल का सामना करने के लिए रणनीतियां बनाना बहुत ही कठिन हो सकता है खासकर तब जब हम जो कुछ भी कर रहे हैं वह हमारे कर्मचारियों को यकीन दिलाने के लिए पर्याप्त नहीं हैं तो कुछ चुनौतियां जो विश्वास अंतराल द्वारा आती है अब वेतन संरचना के संबंध में फिलॉसफी कैसे बदल रही हैं संगठन कार्यबल को कम करने के लिए पूरी तरह से तैयार है और वे तेजी से इस बात को स्वीकारने के लिए तैयार हैं कि बहुत कम लोग ज्यादा से ज्यादा चीजें करें ज्यादा संख्या में लोगों को काम पर रखने की आवश्यकता उतनी नहीं है जितनी पहले के दिनों में हुआ करती थी और मुआवजे और मजदूरी की लागत को नियंत्रित करने का ज्यादा दबाव है हम फिर से मुआवजे के बारे में बात कर रहे हैं संगठन पर अपने कर्मचारियों पर संगठन के चलने पर और आदि में कितना खर्च करते हैं नियंत्रित करने के लिए बढ़ा हुआ दबाव है वेतन की स्थिति के साथ प्रतिद्वंद्वियों के मुकाबले कम चिंता है क्यों क्योंकि वहां बहुत सारे संगठन हैं और वहां बहुत सारे कर्मचारी हैं बहुत सारे लोग ना कि कर्मचारी लेकिन बहुत सारे लोग जो कि वह कर सकते हैं जो संगठन करवाना चाहता है कर्मचारियों को बड़ी राशि की पेशकश करना उनकी चिंता नहीं है तो वे कहते हैं ठीक है हम आपको इतना देंगे इसे लीजिए या छोड़ दीजिए बहुत सारे लोग हैं जिनके पास नौकरियां नहीं है कंपनी कहती है कि यही सब कुछ है जो हम दे सकते हैं अगर आप हमारे साथ काम नहीं करना चाहते तो ठीक है जाइए और दूसरी नौकरी ढूंढ लीजिए तो कंपनी को क्या वेतन देना चाहिए उसके बारे में कम चिंता है ज्यादा जोर इस बात पर है कि कंपनी अपने मुनाफे को अधिकतम करने के लिए क्या दे सकती है और फिर प्रदर्शन को बढ़ावा और इनाम देने वाले कार्यक्रमों का परिपालन फिर कहते हैं अगर आप अपना काम अच्छे से कर सकते हैं हम आपको अपेक्षा से ज्यादा देंगे तो यह है परिवर्तनशील वेतन वहां इस परिवर्तनशील वेतन की संकल्पना है और निष्पक्षता अलग अलग कर्मचारियों के उत्पादन के रूप में आती है यह नहीं है कि दूसरे व्यक्ति को क्या मिल रहा है आप क्या कर रहे हो कि आपको इतना पैसा मिलेगा तो अब यहां पर कर्मचारियों पर पहले से कहीं अधिक ज्यादा जोर या ज्यादा दबाव उनकी कीमत साबित करने पर है और वह परिवर्तनशील वेतन की आवश्यकता और स्वीकृति की ओर ले जाता है तो वेतन प्रशासन प्रणाली कैसे बदल रही है वेतन प्रशासन प्रणाली लागत नियंत्रण अनुभाग नियुक्त कर रहे हैं कोशिश करिए और समझिये लागत नियंत्रण का मतलब संगठन की आने वाली लागत को कम करना रोकना है आप सीमित करते हैं कि आप एक स्तर में कितना डालते हैं संगठन कुछ निश्चित चीजों पर कितना खर्च कर सकता है या उसे करना चाहिए तो एक है संगठन आर्थिक और कानूनी कारकों को समझने की कोशिश कर रहे हैं जोकि वेतन स्तर निर्धारित करते हैं वे तेजी से यह पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि कानून कैसे व्यवहार करता है या कानून क्या निर्धारित करता है संगठनों को अपने कर्मचारियों को कितना वेतन देना चाहिए और कर्मचारियों को वेतन देने के लिए उद्योग उनसे क्या चाहते हैं या बाजार को उनकी कैसे आवश्यकता है वे भी मुआवजा रणनीति को सामान्य व्यापार रणनीति से बांधने की कोशिश कर रहे हैं जो है मैंने उसके बारे में पिछले व्याख्यान में बात की थी आप जानते हैं आपकी मुआवजे की योजना के साथ आपकी व्यवसाय योजना का संरेखण अपने कर्मचारियों से प्रतिबद्धता बढ़ाने और लाभ कमाने के लिए आपको क्या करना चाहिए तो यह एक बहुत ही नाज़ुक संतुलन है जिसे हासिल करने की आवश्यकता है प्रमुख नीति मुद्दों को संबोधित करना व्यवस्थित वेतन संरचनाओं का विकास करना यदि वेतन संरचना व्यवस्थित और मजबूत है तो उसे चुनौती नहीं दी जा सकती है यह दीर्घकालिक होगा और यही है संगठन जिसकी ओर जा रहे है कंपनी का कितना खर्चा भुगतान की ओर जा रहा है कितना खर्च कर सकती है कार्यक्रम जो प्रदर्शन को प्रोत्साहित और पुरस्कृत करते हैं तो आपको ऐसा नहीं करना चाहिए जो आप खर्च कर सकते हैं उससे कम का भुगतान करें और आपको अधिक भी नहीं करना चाहिए और कहते हैं चाहे कुछ भी हो हम अपने कर्मचारियों की देखभाल करते हैं यह आगे समस्या में बदल सकता है इसलिए वे भी उन कार्यक्रमों को लागू करने की कोशिश कर रहे हैं जो प्रदर्शन को प्रोत्साहित और पुरस्कृत करते हैं फिर संगठनात्मक पुरस्कार प्रणाली के कुछ घटक और उद्देश्य संगठनअपने कर्मचारियों को कैसे पुरस्कृत करते है पुरस्कार में कुछ भी जो एक कर्मचारी मूल्यवान समझता है इच्छा रखता है शामिल हो सकता है जोकि नियोक्ता दे सकता है और देना चाहता है कर्मचारी के योगदान के बदले नियमित मूलभूत न्यूनतम काम नहीं है जिसके लिए आपको वेतन मिलता है लेकिन कुछ भी जो कंपनी मूल्यवान समझती है जो कई मामलों में कंपनी आपसे अपेक्षा नहीं करती एक नियमित नौकरी के विवरण के अंदर इसलिए यदि कर्मचारी अधिक योगदान दे रहा है तो कर्मचारी अधिक प्राप्त करता है और कुछ प्रकार की पुरस्कार प्रणाली वित्तीय हैं आपको वेतन मिलता है वेतन पुरस्कार नहीं हैं दरअसल आपके पास परिवर्तनशील वेतन और अप्रत्यक्ष पुरस्कार हैं जोकि लाभ हैं कुछ गैर वित्तीय पुरस्कार हैं सुरक्षा कार्यक्रम तो अगर आप एक वास्तविक गलती करते हैं कहते है अपनी कर्तव्य की सीमा में या आपको अपने कर्तव्य की सीमा में कोई समस्या है तब संगठन आपका कानूनी और वित्तीय तौर पर ध्यान रखता है आपकी स्वास्थ्य आवश्यकताओं का ध्यान रखता है आदि निर्णय लेने में कर्मचारी की व्यस्तता यदि आप बेहतर कर रहे हैं खासकर संगठन जो हमसे करवाना चाहता है उससे बेहतर तो फिर वे आपको अलग अलग स्तर पर निर्णय लेने में शामिल कर सकते हैं वैसे भी कुछ संगठन इसे अपनी नीति का हिस्सा मानकर करते हैं लेकिन तेजी से संगठनों को एहसास हो रहा है कि अगर उनकी राय भी ली जाती है तो कर्मचारियों को महत्वपूर्ण लगता है और इसलिए वे उन कर्मचारियों का चयन करते हैं जो मत में हैं वे लेना चाहते हैं फिर हमारे पास प्रभावी पर्यवेक्षण है और यह एक गैर वित्तीय इनाम है तो पर्यवेक्षण आपकी सहायता करता है पर्यवेक्षक आपको प्रतिक्रिया देते हैं कि आपके प्रदर्शन को कैसे बेहतर बनाया जाए और यह बहुत व्यक्तिपरक है और आप क्या करते हैं उसके संदर्भ में मान्यता और फिर इस मान्यता का पूरे संगठन में संचार प्रशिक्षण के अवसर आप कुछ अच्छा करते हैं और आप कहते हैं मैं X सीखना चाहता हूं और संगठन कहता है ठीक है जाओ वे आपकी यात्रा को निधि देंगे वे आपके प्रवास को निधि देंगे वे आपकी अधिक सीखने की जरूरत के लिए निधि देंगे तो आप वापस आ सकते हैं और संगठन में योगदान दे सकते हैं और सहायक विकसित करने वाली संगठनात्मक संस्कृति मैं इस पर पर्याप्त जोर नहीं दे सकती हूं यह एक सबसे महत्वपूर्ण बात है सुचारु रूप से एक संगठन को चलाने के लिए सब इंसान हैं मैं इस पर बार बार जोर दूंगी आप और मैं एक इंसान हैं हम नहीं चाहते हमारे साथ मशीनों की तरह व्यवहार किया जाए हमें किसी और के साथ भी मशीनों की तरह व्यवहार नहीं करना चाहिए तो हमें क्या चाहिए हमें एक संगठन चाहिए जो हमारे साथ इंसानों की तरह व्यवहार करें और इसी कारण से मैं अपने IIT से प्यार करती हूं मैं यह बोलने जा रही हूं एक बड़ा परिवार आप एक गलती करते हैं आपको वह गलती सुधारने का मौका दिया जाता है आप गलती करते हैं और जब तक आप एक ही गलती को दोहराते नहीं हैं फिर से और फिर सेइसकी प्रगति में यह लिया जाता है और आपको बढ़ने का अवसर दिया जाता है आप कहते हैं मैं X सीखना चाहता हूं और वह शुरू नहीं करते प्रशासन यह कहकर शुरू नहीं करता कि साबित करो साबित करो कि तुम कुछ सीखना चाहते हो आप कुछ सीखना चाहते हैं हम भरोसा करेंगे कि आप कुछ नया सीखेंगे और आप वापस आएंगे और आप संगठन में योगदान देंगे दूसरे तरीके से यह नहीं है बहुत सारे लोग आपसे सवाल करेंगे मैं क्यों इतना पैसा खर्च करूं क्या गारंटी है किआप कुछ सीखेंगे मेरे संगठन में ऐसा नहीं होता है मैं कहती हूं मैं कुछ सीखना चाहती हूं और मेरे वरिष्ठ कहते हैं बहुत अच्छे आप सीखना चाहते हैं आप क्या सीखना चाहते हैं हम आपकी सहायता किस तरह से कर सकते है अब उस मिनट कोई कहता है कि आपकी प्रतिबद्धता आप संगठन के साथ संबंध बनाना शुरू करते हैं तथा आपको लगता है पालन किया जा रहा है तो आप उनके विश्वास को धोखा देने के बारे में दोषी महसूस करते हैं आप बस नहीं सीख सकते आप कहते हैं मैं सीखना चाहता हूं और वे कहते हैं बहुत अच्छा मैं आपकी सहायता के लिए क्या कर सकता हूँ मैं क्या करूं आपको बढ़ने में मदद करने के लिए मैं क्या मदद कर सकता हूं वह सीखने में जो आप सीखना चाहते हैं और उस मिनट जब वे यह कहते हैं आप कहते हैं हे भगवान मुझे उनका विश्वास हल्के में नहीं लेना चाहिए मुझे उनकी मुझ से अपेक्षाओं पर खरा उतरने में सक्षम होना चाहिए तो आप क्या करते हैं आप जो भी आपसे उम्मीद की जा रही है उससे ऊपर और परे जाते हैं आप इन सभी चीजों के साथ सशस्त्र वापस आते हैं और आप कहते हैं क्या मैं इसका प्रयोग कर सकता हूं और वे कहते हैं बहुत अच्छे कहाँ हम मदद करने के लिए क्या कर सकते हैं आपके प्रयोग को सुविधाजनक बनाने के लिए हम क्या कर सकते हैं फिर से आप पर वापस दबाव आता है मैं यह साबित करने जा रहा हूं कि मैंने जो कुछ भी सीखा है वह सार्थक रहा है और संगठन में योगदान देगा क्योंकि संगठन मुझ पर बहुत ज्यादा विश्वास कर रहा है जिस मिनट आप अपने कर्मचारियों पर विश्वास करते हैं वे सब कुछ करेंगे अपनी क्षमता में यह सुनिश्चित करने के लिए कि आपका संगठन बढ़ रहा है कि वे आपके विश्वास के साथ विश्वासघात न करें और यही मूल आधारभूत स्तंभ है जिस पर मानव संसाधन प्रबंधन आधारित है अपने कर्मचारियों पर विश्वास रखें उनका पालन पोषण करें उनके समर्थक बने और उनकी संभावनाविचलित होने की संभावना उनकी अपेक्षाकृत काम ना करने की संभावना उनकी अनुत्पादक होने की संभावना काफी कम हो जाती है तो यही वह है जिसका अर्थ है एक सहायक संगठनात्मक संस्कृति का पोषण नौकरी के मूल्यांकन के आधार पर वेतन प्रणालियों के विकल्प तो आप जानते हैं एक नौकरी मूल्यांकन है कितना उत्पाद है अन्य विकल्प बाजार आधारित वेतन है तो प्रत्यक्ष बाजार मूल्य निर्धारण दृष्टिकोण के अनुसार संघ की सारी नौकरियों के लिए हम तुलना करते हैं हम देखते हैं दूसरे संगठनों में समान नौकरियों में क्या वेतन मिल रहा है और हमारे पास समान मुआवजा संरचना है दक्षता आधारित वेतन श्रमिकों को उनकी नौकरी के आधार पर नहीं जो वे वर्तमान में कर रहे हैं लेकिन इस आधार पर कि वह कितनी संख्या में काम करने में सक्षम है वेतन दिया जाता हैं यह वह नहीं है जो मैं कर रहा हूं यह वही है जो संगठन मानता है मैं कर सकता हूं तो वे कहते हैं एक अवसर देने पर X A B और C करेगा X D E और F भी कर सकता है तो हम उन्हें इतना वेतन देते हैं इसलिए आज अन्य किसी मे इतनी सारी चीजें करने की आवश्यकता नहीं है लेकिन कल अगर मुझे इस व्यक्ति की आवश्यकता है तो शायद A और B काम के बजाय E काम करें व्यक्ति के पास यह करने की क्षमता है कोई और नहीं लेकिन यह व्यक्ति करता है इसलिए मैं उन्हें उनकी क्षमता के लिए भविष्य में क्या कर सकते हैं उसके लिए मुझे इन्हें मुआवजा देना चाहिए और यह सहायक मानव संसाधन प्रबंधन दर्शन में बदलती है पर टिकी हुई है आपको करना होगा अपने कर्मचारियों का समर्थन करना चाहते हैं अन्यथा यह नहीं चलेगा दूसरा है लाभ साझाकरण और सहभागी प्रबंधन जब हम नीतियों की रचना करते हैं जब हम कार्यक्रमों की रचना करते हैं संगठन की अंतिम दृष्टि मिशन लक्ष्यों उद्देश्यों के साथ हमें अपने कर्मचारियों की राय शायद इतनी ज्यादा नहीं लेकिन ध्यान में रखने की जरूरत है लेकिन संगठन कैसे चलता है इस पर काफी हद तक निर्भर करता है कि कर्मचारी क्या कहते और महसूस करते हैं वे क्या कर रहे हैं और जब वे आपको प्रतिक्रिया देते हैं तो कृपया इसे गंभीरता से लें और वह बदले में उन्हें संगठन के साथ बंधन में मदद करेगा और फिर ज़ाहिर है लाभ साझाकरण तो अगर आप एक लाभ कमाते हैं उनके साथ थोड़ा सा साझा करें उन्हें एक अधिलाभ दें उन्हें एक संकलित फायदा दें और आप देखेंगे वे आपके कितने करीब हो जाते हैं इसलिए उन्हें लगता है कि चूंकि वे सक्षम हैं इसलिए वे अपना काम कर रहे हैं जो भी उनमें से अपेक्षित है उन्हें पुरस्कृत किया जा रहा है नौकरी संवर्धन कर्मचारी के लिए दी हुई नौकरी के भीतर के अवसरों को बढ़ाने के साथ संबंधित है तो आप कहते हैं कि आप जो भी कर रहे हैं उसे X Y Z तरीके से किया जा सकता है और आप एक ही नौकरी में कर्मचारी की भागीदारी बढ़ाते हैं या तो दायरा बढ़ाकर या जटिलता या जो भी वह कर रहे हैं कर्मचारी को उसके काम में ज्यादा आनंद लेने के लिए मदद करते हैं प्रौद्योगिकी और संगठन संरचना में लगातार परिवर्तन फिर यह दक्षता आधारित वेतन निर्धारण में एक बड़ा कारक हो सकता है इसलिए जब हम बात करते हैं आप जानते हैं बदलती हुई तकनीकों के बारे में जब तक व्यक्ति नई तकनीकों के अनुकूल नहीं है या यदि संगठनात्मक संरचना पदानुक्रमित संरचना से टीम आधारित चापलूसी संरचना में बदलती हैं अगर संगठन सक्षम हैं वे हो सकता है काम ना कर पाए लेकिन वह फिर से निर्णय लेने में जाता है आप कर्मचारियों को उनकी दक्षता के लिए कैसे पुरस्कृत करते हैं कर्मचारी आदान प्रदान आवर्तन और स्थानांतरण आपको यह समझने में मदद करता है कि कर्मचारी अन्य विभागों में अन्य भूमिकाओं में काम कर सकते हैं या नहीं सीखने के अवसर हैं उच्च कर्मचारी कारोबार फिर से दक्षता आधारित वेतन का एक कार्य है या निर्णय लेता है यह दक्षता आधारित वेतन निर्धारित करता है क्योंकि आप चाहते हैं कि लोग तुरंत योगदान देना शुरू करें जब वे अंदर आए इसलिए आप नए कर्मचारियों के लिए हर समय नए प्रशिक्षण कार्यक्रम नहीं कर सकते उनको आवश्यकता है कि वे कौशल के एक निश्चित समूह के साथ आए जिसे अनुकूलित किया जा सकता है तो फिर से अगर बहुत सारे कर्मचारी बाहर जा रहे हैं तो आप उन्हें मुआवजा देने का निर्णय ले सकते हैं वो टेबल पर क्या लाकर रखते हैं उसके लिए ना कि वह संगठन में कितने समय से हैं या पहले वह क्या कर रहे थे उसके लिए दक्षता आधारित वेतन तय करने में टीम कार्य और भाग लेने के अवसर एक और कारक है कुछ नीतियां और भुगतान योजना और प्रशासन एक वेतन गोपनीयता है हमने इसके बारे में थोड़ा बहुत एक दो व्याख्यान पहले चर्चा की है वेतन गोपनीयता प्रकटीकरण या गैर प्रकटीकरण किसी कर्मचारी को जो वेतन मिल रहा है उसका दूसरे कर्मचारी को प्रकट करने या नहीं प्रकट करने का फैसला है अब यह काम और व्यापार से संबंधित तर्क पर आधारित है जिस पर प्रणाली आधारित है मुआवजा विभाग वेतन सीमा वेतन वृद्धि कार्यक्रम वेतन संबंधी डेटा की उपलब्धता यह प्रबंधकों को सार्वजनिक रूप से उनके वेतन निर्णयों और प्रथाओं की रक्षा करने के लिए मजबूर करता है इसलिए जब हम वेतन गोपनीयता के बारे में बात करते हैं हम कहते हैं हम इसे प्रकट नहीं करेंगे लेकिन फिर यह हमें मजबूर करता है अगर हम गुप्त हैं फिर अधिक से अधिक लोग जानना चाहते हैं कि हम गुप्त क्यों हैं और यह हमें अपने वेतन रिकॉर्ड को रखने के तरीके को ज्यादा व्यवस्थित बनाने के लिए मजबूर करता है तो फिर हमसे किसी दिन पूछताछ की जाती है फिर हमारे पास एक स्पष्ट प्रतिक्रिया है गलत वेतन निर्णय की लागत बढ़ जाती है चूंकि सभी प्रणाली असंगतता और कमजोरी दृश्य बन जाते हैं जैसे ही एक बार गोपनीयता का चोग़ा उतार दिया जाता है वेतन गोपनीयता एक बड़ी चुनौती एक बड़ी समस्या के साथ आता है आप कहते हैं ठीक है मैं अपने वेतन प्रकट नहीं करूंगा और नहीं मैं नहीं चाहता कर्मचारी यह जाने कि दूसरे क्या कमा रहे हैं और इसलिए लोग सोचने लगते हैं अपनी वेतन संरचना गुप्त रखना संगठन के लिए कुछ गलत हो सकता है क्या गलत है क्या हो रहा है और फिर एक दिन गोपनीयता हटा दी जाती है फिर लोगों के पास आप पर उंगली दिखाने के अधिक अवसर होते हैं और कहते हैं अरे यह आपने गलत किया और यह कि आपने क्या गलत किया इसलिए वह एक बड़ी समस्या बन जाती है वेतन गोपनीयता कुछ प्रबंधकों को टकराव से बचने के लिए अपने अधीनस्थों के बीच से वेतन अंतर कम करने के लिए प्रेरित कर सकती है और निराश कर्मचारियों को इस तरह के मतभेद समझाने की आवश्यकता है स्पष्ट वेतन प्रणाली अपनी चुनौतियों के साथ आती है और एक बड़ी चुनौती यह है कि हर कोई स्वयं की तुलना दूसरों से करना शुरू कर देता है बहुत समय भुगतान निर्णय बहुत ही व्यक्तिपरक तरीके से बनाए जाते हैं और यह वह है जहां समस्या आती है यदि एक व्यक्तिपरक तरीके से निर्णय किया गया है एक कर्मचारी को क्या दिया गया है और दूसरे कर्मचारी को नहीं दिया गया इसकी सफाई देने की क्षमता संदिग्ध हो जाती है और यह टकराव में बदल सकती है या कर्मचारियों के बीच टकराव तक ले जा सकती है वेतन प्रणालियों के निर्धारण में मुद्रास्फीति का प्रभाव एक और नीतिगत मुद्दा है हम कैसे वेतन प्रणाली निर्धारित करें मुद्रास्फीति हमारी भुगतान प्रणालियों को कैसे प्रभावित करती है हम अपनी भुगतान प्रणाली का मुद्रास्फीति से समायोजन कैसे करें अब सरकारी संगठनों में महंगाईभत्ता की अवधारणा है तो यह है जो वार्षिक मुद्रास्फीति या आवधिक मुद्रास्फीति का ख्याल रखता है यह सिर्फ हमें याद दिलाता है कि हमें ज्ञात है कि चीजें अधिक महंगी होती जा रही हैं और यह है कि कैसे हम आपको मुआवजा देने जा रहे हैं हम कोशिश करेंगे या हम यह सुनिश्चित करने के लिए अपनी पूरी कोशिश करेंगे कि आपकी क्रय शक्ति समान बनी रहे और मुद्रास्फीति के कारण प्रभावित ना हो तो उससे निपटने के लिए हमारे पास कुछ है जो महंगाई भत्ता कहलाता है हमारे पास संपीड़नसंकोचन है वेतन संकोचन संदर्भित करता है नौकरी या वेतन पद क्रम के बीच कंपनी के वेतन ढांचे में वेतन के अनुपात को कम करना यह थोड़ी जटिल अवधारणा है इसलिए मैं आपको इसे थोड़ा विस्तार से समझाऊंगी वेतन पद क्रम की कभी कभी सीमाएं एक दूसरे से कई तरीकों से भिन्न होती हैं तो सहायक प्राध्यापक के स्तर से प्राध्यापक के स्तर तक एक छलांग है अब जब हम बात करते हैं सहायक प्राध्यापकों के लिए वेतन सीमा के भीतर स्पष्ट रूप से परिभाषित किया गया है और कहने के लिए एक सहायक प्राध्यापक जो दो साल पहले नियुक्त हुआ था जो इस व्यक्ति को वेतन मिलता है एक सहायक प्राध्यापक के वेतन से जो एक साल पहले नियुक्त हुआ था बहुत अधिक नहीं है लेकिन सहायक प्राध्यापक और सह प्राध्यापक की वेतन संरचना के बीच काफी मात्रा में अंतर है अब यह अंतर इन दो पद क्रम के बीच कभी कभी कम किया जाता है ताकि लोग महसूस ना करें उन्हें महसूस होना चाहिए कि एक पद से दूसरे पद में प्रगति करना आसान है उन्हें लगता है कि इन वेतन पद क्रम को संकुचित करने के परिणामस्वरूप विश्वास अंतराल कम हो जाता है इसलिए आप लोगों को ज्यादा वेतन देने लगते हैं सिर्फ अलग अलग कर्मचारियों के बीच अंतर को समायोजित करने के लिए सीमा बढ़ जाती है लेकिन पद क्रम के बीच का अंतर कम हो जाता है इसलिए एक वरिष्ठ सहायक प्राध्यापक उदाहरण के लिए अपने कनिष्ठ सहायक प्राध्यापक से हो सकता है काफी अलग ना कमा रहा हो लेकिन आप जानते हैं कि वेतन की सीमा के भीतर जोकि सहायक प्रोफेसरों को दिया जाता है सबसे वरिष्ठ सहायक प्राध्यापक काफी अलग कमा सकता है सबसे वरिष्ठ सहायक प्राध्यापक का वेतन सबसे कनिष्ठ सहायक प्राध्यापक के वेतन से काफी भिन्न हो सकता है तो सीमा बड़ी है लेकिन पदक्रम को संकुचित कर दिया गया है और प्रगति आसान लगती है अब आप यह कैसे करते हैं नई नियुक्तियों के लिए आपके पास उच्च प्रारंभिक वेतन है जोकि दीर्घकालिक कर्मचारियों को उनके वर्तमान वेतन और नए नियुक्तियों के वेतन के बीच मामूली अंतर को देखने के लिए आगे बढ़ाती है अब यह एक बड़ी समस्या है आपके पास उच्च प्रारंभिक वेतन है तो यह संकुचित है लेकिन फिर लोग देखते हैं जो लोग पहले से ही संगठन में हैं वे इसे एक समस्या और अनुचित व्यवहार के रूप में देखते हैं प्रति घंटा वेतन संघीकृत कर्मचारियों के लिए बढ़ता है जो वेतनभोगी और गैर संघ कर्मचारियों से अधिक है तो संघीकृत कर्मचारियों का घंटे का वेतन बढ़ाने से भी वेतन संपीड़न पर असर पड़ सकता है तो लेकिन दुर्भाग्य से जब हम कहते हैं संघीकृत कर्मचारी तो वे हैं जो लोगसंगठन पर कभी कभी बहुत अधिक दबाव डालते हैं वेतन को संकुचित करने के लिए अब जिनके पास वेतन है उन्हें प्रति घंटा वेतन वृद्धि नहीं दी जा सकती है लेकिन लोग जिनके पास वेतन नहीं है जो अनुबंध पर हैं जो घंटे के हिसाब से काम करते हैं उन्हें थोड़ा ज्यादा पैसा दिया जा सकता है ताकि उनके वेतन और एक वेतनभोगी के वेतन के बीच असमानता ज्यादा ना हो तो वे समान मात्रा में काम कर रहे हैं और वे घंटे के हिसाब से भुगतान कर रहे हैं और कोई और समान काम कर रहा है लेकिन हर महीने भुगतान हो रहा है और इसलिए वे कहते हैं ठीक है हम इतना काम कर रहे हैं एक असमानता क्यों है इस असमानता को कम करने के लिए आप उनके प्रति घंटा वेतन में वृद्धि करते हैं लेकिन आप अन्य कर्मचारियों के वेतन में बदलाव नहीं करते हैं नए कॉलेज स्नातकों की भर्ती प्रबंधन या पेशेवर नौकरियों के लिए वर्तमान नौकरी धारकों से ज्यादा वेतन पर इस अंतर को कम करने का एक और तरीका है कुछ कर्मचारियों को अत्याधिक अतिरिक्त समय भुगतान या विभिन्न अतिरिक्त समय दरों का भुगतान आप एक सप्ताह के अंत में काम करते हैं आपको अतिरिक्त पैसा मिलता है आप काम करेंगे आप जानते हैं घंटे के बाद आपको अतिरिक्त पैसा मिलता है और यह भुगतान असमानता को कम करने का एक तरीका है तो आपको पता है एक को यह चीजें ध्यान में रखने की आवश्यकता है और फिर निर्धारित करें कि आपको वेतन संरचना को कम करना है या नहीं वेतन वृद्धि श्रेष्ठता सारणी पर निर्भर है हम किसे श्रेष्ठता सारणी कहते हैं श्रेष्ठता सारणी वह उपकरण है जो हमें यह निर्धारित करने में मदद करते हैं कि संगठन के योग्य कौन हैं कोई मेज पर क्या ला रहा है संगठन उनसे क्या अपेक्षा करता है उसके अनुरूप एक व्यक्ति कहां पर खड़ा है और तो एक कितना श्रेष्ठ है एक कितना सक्षम है संगठन में उत्पाद के संदर्भ में यह इस बात पर निर्भर नहीं करता कि आपके पास कितने स्वर्ण पदक हैं या आप संगठन में किसके साथ आए थे यह इस बात पर निर्भर करता है कि एक बार संगठन में आने के बाद आपने क्या किया प्रदर्शन प्रोत्साहन प्रोत्साहन अतिरिक्त लाभ हैं जो हम उन लोगों को देते हैं जो अपेक्षित से बेहतर प्रदर्शन करते हैं प्रदर्शन प्रोत्साहन की कुछ आवश्यकताएं हैं एक है सादगी उन्हें होना चाहिए लोगों को समझना चाहिए कि उन्हें प्रोत्साहन कमाने के लिए क्या करने की आवश्यकता है उन्हें विशिष्ट होने की आवश्यकता है उन्हें प्राप्य होने की आवश्यकता है उन्हें मात्रात्मक और औसत दर्जे मे अपने योग्य होने की आवश्यकता है कुछ प्रोत्साहन जो हम अधिकारियों को दे सकते हैं आप जानते हैं जब हम बात करते हैं अधिकारियों के लिए प्रोत्साहन के बारे में हमें कुछ बातें ध्यान में रखने की आवश्यकता है क्या हमें उच्च अधिकारियों के लिए दीर्घकालिक प्रोत्साहन योजना का उपयोग करना चाहिए अगर हाँ हमें ऐसा क्यों करना चाहिए यहाँ कारण हैं अल्पकालिक प्रोत्साहन अल्पकालिक उत्पादकता का परिणाम और संकेत हैं इसलिए वरिष्ठ अधिकारी कुछ करते हैं जिसके परिणाम समय की एक निश्चित अवधि के बाद ही दिखाई देते हैं और वहां तो उन्हें प्रोत्साहन काफी लंबे समय के अंतराल के बाद मिलता है दीर्घकालिक योजनाएँ वरिष्ठ प्रबंधन के लिए स्थिरता को प्रोत्साहित करती हैं आप जानते हैं दो या तीन या चार साल के बाद आप एक प्रोत्साहन प्राप्त करने जा रहे हैं और उसके बाद आप जानते हैं इसलिए उस लक्ष्य की ओर आप काम करते हैं नई प्रक्रियाओं कारखानों और उत्पादों का विकास जो नए बाजार की शुरुआत करते हैं और पुराने बहाल करते हैं इसलिए दीर्घकालिक योजनाएं नए उपक्रमों की स्थापना को प्रोत्साहित करती हैं दीर्घकालिक योजनाएं लाभ के लिए अल्पकालिक योगदान के बजाय रणनीतिक लाभ प्राप्त करने में मदद करती हैं अल्पकालिक प्रोत्साहन अल्पकालिक होते हैं इसलिए दीर्घकालिक योजनाएं रणनीति के साथ एकीकरण को प्रोत्साहित करती हैं दीर्घकालिक योजनाएं प्रक्रिया और परिणामों का स्वामित्व को भी प्रोत्साहित करती हैं मैंने प्रक्रिया A शुरू की और मैं इसे इसके अंतिम निष्कर्ष तक लेने जा रही हूं तो यह है जो प्रोत्साहन हैं अब हम अगली कक्षा में प्रोत्साहन और पुरस्कार की योजनाएं विस्तार में देखेंगे लेकिन इस कक्षा के लिए यही सब है जो इस बिंदु पर जो मेरे पास आपके लिए है और हम अगली कक्षा में यहीं से शुरू करेंगे और सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद अगर आपके पास कोई प्रश्न है तो अपने प्रश्न फोरम में डालने के लिए स्वतंत्र महसूस करें जोकि आप को दिया गया है इस कारण के लिए मैं अगली कक्षा में देखूंगी